आप सभी का फिर से स्वागत है यदि आप याद करेंगे तो हम काफी कुछ व्याख्यानों से चर्चा कर रहे थे हम ऊष्मागतिकी के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कर चुके हैं पहला कानून दूसरा कानून ऊर्जा संतुलन और फिर दूसरी कानून दक्षता ये सभी बहुत ही उपयोगी अवधारणा हैं और इनका व्यावहारिक प्रभाव तब होता है जब हम उन चक्रों का विश्लेषण करते हैं जो या तो बिजली उत्पादन के लिए या कम तापमान के उत्पादन के लिए अभियांत्रिकी चक्र होते हैं हम देखेंगे कि अच्छा चक्र डिजाइन करने के लिए ये सिद्धांत कैसे मार्गदर्शक हो सकते हैं साथ ही हम देखेंगे कि इनका उपयोग किसी प्रणाली के डिजाइन के लिए कैसे कर सकते हैं जिससे उपलब्ध ऊर्जा का अधिकतम इस्तेमाल हम कर सकें इसलिए पहले मैं शक्ति चक्र से शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि शक्ति चक्र में अपशिष्ट गर्मी पैदा करने की काफी क्षमता है इसलिए यदि हम शक्ति चक्रों का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो शायद हम चक्र को संशोधित कर सकते हैं ताकि अपशिष्ट गर्मी के उत्पादन को कम किया जा सके वह इसका एक पहलू है एक और बात मान लीजिए कि अपशिष्ट गर्मी का उत्पादन होता है एक उपयुक्त शक्ति चक्र की मदद से हम उस अपशिष्ट गर्मी को उपयोगी कार्य जैसे कि यांत्रिक कार्य या विद्युत कार्य में बदल सकते हैं तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इन दो पहलुओं के लिए हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है या हमें बहुत जल्दी विशेष रूप से ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों से संबंधित विद्युत चक्रों की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है जो हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में सीखे हैं इसलिए वर्तमान व्याख्यान का विषय काफी महत्वपूर्ण है एक शक्ति चक्र का मतलब है कि हम ऊष्मा ऊर्जा ले रहे हैं और इसे यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर रहे हैं इसलिए जब भी हम शक्ति चक्र के बारे में बात करते हैं तुरंत हमारे दिमाग में नाम आता है कार्नोट चक्र तो कार्नोट चक्र एक प्रतिवर्ती चक्र है और यदि दो तापमान अर्थात Tmax और Tmin दिए गए हैं तो एक कार्नोट चक्र की सहायता से ऊष्मा ऊर्जा का उपयोगी कार्य में अधिकतम रूपांतरण संभव है तो गर्मी से काम का प्रतिवर्ती या आदर्श चक्र के माध्यम से अधिकतम रूपांतरण संभव है तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कारनोट चक्र ही केवल प्रतिवर्ती चक्र नहीं है कई प्रतिवर्ती चक्र हैं फिर हम कारनोट चक्र के बारे में इतनी बात क्यों करते हैं क्योंकि कारनोट चक्र में पूरे ऊष्मा ऊर्जा को चक्र के आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऊष्मा ऊर्जा जिसकी चक्र को आपूर्ति की जाती है उसकी अधिकतम चक्र तापमान पर आपूर्ति की जाती है इसलिए यदि मैं लिखता हूं कि QH की Tmax पर आपूर्ति की जाती है और QL को Tmin पर अस्वीकार कर दिया जाता है इसलिए जो गर्मी को अस्वीकार करना पड़ता है वह न्यूनतम चक्र तापमान पर भी अस्वीकार कर दिया जाता है तो यह एक कार्नोट चक्र की विशेषता है और यही कारण है कि यह सबसे अच्छा प्रदर्शन देता है लेकिन हमें इसे ध्यान में रखना होगा कि अन्य प्रतिवर्ती चक्र भी हैं अन्य प्रतिवर्ती चक्र समान रूप से महत्वपूर्ण हैं हमारे पास इस चीज पर चर्चा करने की गुंजाइश नहीं है इसके विषय में आपको किसी भी ऊष्मागतिकी की किताब में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी इससे आपको यह पता चलेगा कि कार्नोट चक्र का व्यवहारिक होना बहुत मुश्किल है इसलिए हमें अन्य प्रतिवर्ती चक्रों के बारे में सोचना होगा जो कि कार्नोट चक्र के संचालन से अलग हैं लेकिन जिन्हें व्यावहारिक रूप से निहित नियोजित किया जा सकता है या जिन्हें व्यावहारिक चक्रों में से कई के लिए आदर्श चक्र के रूप में लिया जा सकता है इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए अब फिर से कारनोट चक्र की दक्षता इस तरह दी जाएगी मान लीजिए QH मात्रा में ऊष्मा ली गई है तो अधिकतम कार्य एक कारनोट चक्र द्वारा किया जा सकता है और जो QH के लिए दिया जाता है यह W है जो QH को पहली कानून दक्षता 1 TLTH से गुणा कर प्राप्त होगा यह दक्षता है और एक कारनोट चक्र की दक्षता को या तो चक्र के अधिकतम तापमान को बढ़ाकर या चक्र के न्यूनतम तापमान को कम करके बढ़ाया जा सकता है इसलिए अगर मुझे एक कारनोट चक्र से अधिकतम काम प्राप्त करना है तो या तो मुझे उच्चतम चक्र तापमान को बढ़ाना होगा या मुझे सबसे कम चक्र तापमान को कम करना होगा इसलिए हम कार्नोट चक्र का उपयोग करें या नहीं इसका उपयोग सभी प्रकार के डिजाइन या चक्र का चयन करने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में किया जा सकता है अब TL और TH क्या है TL वह है जहां गर्मी को निष्कासित किया जा सकता है और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए यह पर्यावरण या परिवेश का तापमान है अब अलग अलग जगहों पर यह भिन्न हो सकता है लेकिन यह कम या ज्यादा निश्चित है TL का चयन करने में हमारे पास अधिक लचीलापन नहीं है क्योंकि यह आसपास के तापमान की मात्रा है TH वह तापमान है जहां से हम गर्मी प्राप्त करते हैं या हम गर्मी निकालते हैं अब यह स्रोत पर निर्भर करेगा तो इसका एक मूल्य होगा अगर हम परमाणु रिएक्टर के कुछ प्रकार का उपयोग करते हैं या हम निम्न ग्रेड के कोयले का उपयोग करते हैं तो TH का अलग मूल्य होगा यदि हम एक उच्च श्रेणी के ईंधन का उपयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक और मूल्य हो सकता है जो पहले दो से अलग है इसलिए यह हमेशा हमारी तलाश रहती है कि हम TH को बढ़ाने की कोशिश करें और TL को घटाने की कोशिश करें जो वैसे तो पर्यावरण के तापमान तक सीमित है तो हम कहते हैं कि यह एक ऊष्मागतिकी की सतह है आइए हम कहते हैं कि हमने कुछ निर्देशांक लिए हैं जो T और S हैं इस तरह से एक कारनोट चक्र बहुत उपयोगी होगी तो यहाँ हमारे पास TL हे जो कि आपका T परिवेश है या तो T परिवेश के नजदीक है और फिर यह Tmax है मैं इस पक्ष को बढ़ाना चाहता हूं परंतु एक सीमा है तो मैं Tmax को बढ़ाना चाहता हूं अब कई मामलों में ऐसे स्रोत हैं जहां Tmax अधिक हो सकता है लेकिन समस्या व्यावहारिक चक्र में है हमें इसके माध्यम से किसी प्रकार का कार्य करना होगा तो एक बहुत बड़े तापमान अंतर के लिए Tmax बहुत बड़ा है TL काफी कम है हमारे पास तापीय ऊर्जा का कुशल रूपांतरण नहीं हो सकता है इसलिए हम वैचारिक रूप से क्या कर सकते हैं तो हम कई चक्र ले सकते हैं जैसे मैंने यहां तीन चक्रों को दिखाया है तो क्या किया जाता है सबसे ऊपरी चक्र जिसे टॉपिंग चक्र कहा जाता है आमतौर पर इसे टॉपिंग चक्र कहा जाता है फिर यहां एक मध्यवर्ती चक्र मिलता है और फिर हमें एक निचला चक्र मिलता है अब सबसे ऊपरी चक्र Tmax तापमान पर एक स्रोत से ऊष्मा ऊर्जा लेगा और इसके कुछ हिस्से को कार्य में बदल देगा हम कहते हैं कि यह W1 है फिर यह गर्मी को खारिज कर देगा जो मध्यवर्ती चक्र द्वारा ली जाएगी यह इसके हिस्से को कार्य में बदल देगा जो कि W2 है और फिर यह गर्मी को अस्वीकार कर देगा जो निचले चक्र द्वारा स्वीकृत की जाएगी और वह इसके आधार पर कुछ कार्य करेगा जिसे W3 कहां जा सकता है और अंत में गर्मी को Tmin तापमान पर निष्कासित कर दिया जाएगा जो कि न्यूनतम तापमान है तो यह व्यवस्था है यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम इन सभी चीजों के संयोजन के लिए एक चक्र के करीब आ रहे हैं जिसमें एक बहुत बड़ा Tmax और कम Tmin है और एक ही समय में एक एकल चक्र होने की व्यावहारिक कठिनाई है जो Tmax और Tmin तक संचालित होगी को हमने टाल दिया तो इसे संयुक्त चक्र कहा जाता है तो संयुक्त चक्र एक बहुत ही उपयोगी अवधारणा है यह व्यावहारिक रूप से उपयोगी है और हमारे पास संयुक्त चक्र के कई उदाहरण हैं जहां हम बहुत अधिक दक्षता प्राप्त कर सकते हैं तो यह ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से अच्छा है और उसी समय में एक संयुक्त चक्र को या उसकी अवधारणा को एक अपशिष्ट गर्मी वसूली उपकरण के रूप में देख सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि टॉपिंग चक्र से खारिज की गई गर्मी का नीचे के चक्र द्वारा या मध्यवर्ती चक्र द्वारा उपयोग किया जाता है या पुनर्प्राप्त किया जाता है तो यह ऊष्मा को पुनर्प्राप्त करने वाला उपकरण भी है तो यही कारण है कि हम कुछ समय संयुक्त चक्र पर बिताना पसंद करेंगे लेकिन अगर हमें संयुक्त चक्र का निर्माण करना है या यदि हम एक अच्छा संयुक्त चक्र चाहते है तो आवश्यकता क्या है तो दो आवश्यकताएं हैं आम तौर पर मैंने उदाहरण के लिए तीन चक्र दिखाए हैं लेकिन दो चक्रों का अनुप्रयोग है उनमें से एक टॉपिंग चक्र है और दूसरा एक निचला चक्र है यह बहुत आम है इसलिए हमें एक अच्छे संयुक्त चक्र के लिए किस चीज की आवश्यकता है वह यह है कि हर एक चक्र कुशल होना चाहिए प्रत्येक व्यक्तिगत चक्र बहुत कुशल होना चाहिए और फिर चक्रों के बीच अच्छा मेल होना चाहिए इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि टॉपिंग चक्र का ठंडा पक्ष नीचे के चक्र के गर्म पक्ष के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाना चाहिए तो मुझे इसे एक बार फिर से पढ़ने दें अगर हमें एक बहुत अच्छा संयुक्त चक्र चाहिए तो इसमें सम्मिलित व्यक्तिगत चक्र बहुत कुशल होने चाहिए और फिर एक अच्छा मिलान होना चाहिए तो यह तापीय मिलान है हम आगे बढ़ते हुए इसे विस्तार पूर्वक देखेंगे तो टॉपिंग चक्र के ठंडे पक्ष और निचले चक्र के गर्म पक्ष के बीच एक अच्छा मेल होना चाहिए तो आइए हम यह आरेख लेते हैं तो यह शीर्ष पर चक्र का ठंडा पक्ष है और यह नीचे चक्र का गर्म पक्ष है तो उन्हें ठीक से मेल खाना चाहिए मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इसको विस्तार से समझेंगे तो इसके साथ मुझे एक सामान्य शक्ति चक्र से शुरू करना है जो वाष्प शक्ति चक्र है सबसे आम वाष्प शक्ति चक्र आपका रैंकिन चक्र है वाष्प शक्ति संयंत्र के लिए यह एक आदर्श चक्र है इसलिए सबसे पहले हम सबसे आम वाष्प शक्ति चक्र की चर्चा करना पसंद करते हैं जो कि रैंकिन चक्र है जो भाप बिजली संयंत्र के लिए आदर्श चक्र है जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा दोनों का उपयोग स्रोत के रूप में वाष्प शक्ति संयंत्र के लिए तापीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है यहां तक कि कुछ नवीकरण के साथ वाष्प शक्ति चक्र का होना संभव है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है और विश्व में सर्वाधिक मात्रा में शक्ति का उत्पादन वाष्प शक्ति संयंत्र द्वारा किया जाता है इसलिए ऊर्जा उत्पादन के लिए बिजली उत्पादन के लिए सामान्य रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपशिष्ट ऊष्मा प्राप्ति की संभावना वाष्प शक्ति चक्र से संबंधित है तो चलिए पहले वाष्प शक्ति केंद्र के एक योजनाबद्ध आरेख से शुरू करते हैं तो वाष्प शक्ति केंद्र में बॉयलर होगा तो यह वही है जो मैंने तैयार किया है यह बॉयलर है और ईंधन और हवा के दहन के कारण बॉयलर में तापीय ऊर्जा होगी इसलिए बॉयलर में मैंने तीन भागों को दिखाया है I II और III और वहां मैं लिखूंगा कि I को इकोनोमाइजर कहा जाता है II बाष्पीकरण करनेवाला है और III सुपर हीटर है तो सुपरहिट भाप हमें प्राप्त होती है और फिर यह गैस बाहर निकलती है और फिर यह चिमनी या स्टैक में जाती है यह परिवेश है तो यह स्टैक है फिर इस तरफ क्या हो रहा है यह सुपरहिट वाष्प या भाप जो एक उच्च दबाव में है वह टरबाइन में जाता है और टरबाइन में विस्तार पाता है इसलिए जब यह विस्तार पाता है तो यह टरबाइन शाफ्ट को घुमाता है जिसके माध्यम से बिजली का उत्पादन संभव है तो हमें बिजली मिलती है और फिर बॉयलर अंत में इस भाप का क्या होता है यह भाप कम तापमान और कम दबाव पर होती है तो यह भाप अब संघनित है और घनीभूत है जो तरल स्थिति में है लेकिन कम दबाव पर तो इसे फिर से बॉयलर में भेजने के लिए पंप की मदद से पंप किया जाता है तो अतिरिक्त घटक हमें लिखते हैं कि यह टरबाइन है यह जनरेटर है यह कंडेनसर है और यह फीड पंप है इस पंप के साथ बॉयलर को पानी भेजा जाता है तो इसे फीड पंप कहा जाता है और हम यहां कुछ नंबर डाल सकते हैं यदि हम संख्या डालते हैं तो हम टरबाइन से शुरू करते हैं इसलिए यदि हम यहां 1 लिखते हैं तो यह टरबाइन के प्रवेश पर काम कर रहे तरल पदार्थ की स्थिति को दर्शाता है 2 टरबाइन के बाहर निकलने पर काम कर रहे तरल पदार्थ की स्थिति को दर्शाता है 3 इस कार्यशील द्रव के संघनित होने के बाद की अवस्था को दर्शाता है 4 वह स्थिति है जब पंप कंडेनसेट या तरल पानी के दबाव को बढ़ाता है तो 5 वह स्थिति होती है जब तरल पानी एकल फेज की स्थिति में गर्म होता है इसका तापमान बढ़ जाता है और यह लगभग संतृप्ति अवस्था में पहुंच जाता है और फिर 6 जब काम करने वाले तरल पदार्थ वाष्पीकरण होने के बाद की स्थिति होती है तो अब काम कर रहे तरल पदार्थ वाष्प की स्थिति में हैं और फिर इस वाष्प को लिया जाता है और इसका तापमान और अधिक बढ़ जाता है अर्थात यह सुपरहिट क्षेत्र में चला जाता है और यह आपकी स्थिति 1 है इसलिए उस स्थिति में टरबाइन चला जाता है तो इस तरह से कार्यशील तरल पदार्थ की स्थिति का भौतिक परिवर्तन होगा और यह चक्र अब जारी रहेगा यदि हम इसे थर्मोडायनामिक सतह पर दर्शाते हैं तो एक सुविधाजनक सतह आपका T S सतह है आम तौर पर हम प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर विश्लेषण करते हैं इसलिए मैंने S और तापमान लिखा है तो यह दो फेज का गुंबद है क्योंकि रैंकिन चक्र के कार्य के दौरान कार्यशील तरल पदार्थ आंशिक रूप से चक्र के कुछ भाग में तरल होता है कहीं यह तरल और वाष्प का मिश्रण है और कहीं यह केवल वाष्प है तो हमारे पास इस तरह का एक आरेख होगा तो 1 से 2 टरबाइन 2 से 3 जो कि संघनित्र या कंडेनसर के भीतर है और यहां यह संघनित होता है और यह संतृप्त तरल पदार्थ में बदल जाता है 3 से 4 पंप है जहां दबाव में वृद्धि होती है 4 से 5 में तरल पानी का तापमान बढ़ जाता है 5 से 6 वाष्पीकरण की प्रक्रिया है तो 6 पर हमें संतृप्त वाष्प की प्राप्ति होती है और 6 से 1 सुपरहीटिंग की प्रक्रिया है तो अब हम क्या दिखा सकते हैं यह बॉयलर में रैंकिन चक्र के लिए गर्मी जोड़ है यह कंडेनसर में ठंडा पानी के लिए रैंकिन चक्र द्वारा गर्मी अस्वीकृति है यहां हमें कुछ काम Wpump की आपूर्ति करने की आवश्यकता है और यहां से हमें Wturbine मिलेगा जो चक्र द्वारा किया गया कार्य है तो यह एक आदर्श रैंकिन चक्र है या यह प्रतिवर्ती आंतरिक रूप से प्रतिवर्ती रैंकिन चक्र है और यह सभी वाष्प शक्ति संयंत्र का आधार है अब मैं यहां रुकना चाहूंगा हम अपने अगले व्याख्यान में देखना चाहेंगे कि इस तरह के चक्र की दक्षता क्या होगी और फिर हम देखेंगे कि वे कौन से बिंदु हैं जहां हमें ऊर्जा का नुकसान हो रहा है कैसे ऊर्जा रूपांतरण को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है और फिर यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि चक्र को बेहतर दक्षता के लिए कैसे संशोधित किया जा सकता है